नमस्ते और लो नॉइस एम्पलीफायरों पर दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने दो नॉइस स्रोतों को देखा एक रेजिस्टेंस के कारण थर्मल नॉइस था और यह इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है तब हमें पता चला कि इस विशेष रेजिस्टेंस से उपलब्ध अधिकतम नॉइस पावर क्या है जो अभिव्यक्ति kTB द्वारा दी गई है उसके बाद हमने दूसरे नॉइस सोर्स को देखा जो कि शॉट नॉइस है जो पीएन जंक्शन के कारण होती है हमने उसके लिए अभिव्यक्ति देखी वह है और फिर इस विशेष उदाहरण के लिए हमने देखा कि नॉइस पावर माइनस 88 dBm के बराबर है जो हम कह सकते हैं की मोबाइल फोन एप्लिकेशन के लिए काफी अधिक हो सकता है तो इसीलिए अधिकांश समय पहले चरण में वास्तव में जितना संभव हो सकें उतना छोटा करंट होना चाहिए इसके बाद हमने सिगनल टू नॉइस रेशों और नॉइस फिगर को परिभाषित किया And then we defined noise temperature of the network after that we did the derivation and found out the overall noise figure for cascaded stages और फिर हमने नेटवर्क के नॉइस टेंपरेचर को परिभाषित किया उसके बाद हमने व्युत्पत्ति की और कैस्केड चरणों के लिए समग्र नॉइस फिगर का पता लगाया तो 3 कैस्केड नेटवर्क के लिए हमें पता चला कि NF13 इस विशेष एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है जहाँ पहला चरण नॉइस फिगर के रूप में आता है दूसरा चरण नॉइस फिगर पहले चरण के गेन से विभाजित है और तीसरे चरण का नॉइस फिगर पहले और दूसरे नेटवर्क के गेन से विभाजित है तब हमने एक उदाहरण लिया था कि समग्र नॉइस फिगर का पता लगाने के लिए और हमें पता चला कि समग्र नॉइस फिगर 283 dB है जहां व्यक्तिगत चरण का नॉइस फिगर 2 dB 6 dB और 10 dB था लेकिन नेट 283 dB है और इसका मुख्य कारण पहले चरण और दूसरे चरण का परिमित गेन है अब हम देखेंगे कि लो नॉइस एम्पलीफायर कैसे डिजाइन किया जाए तो एक दो पोर्ट एम्पलीफायर का नॉइस फिगर परिभाषित किया गया है तो मैं आपको बताता हूं कि यह अभिव्यक्ति क्या है यहां पर अलग अलग टर्म क्या हैं NFminउस दिए गए ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर के लिए न्यूनतम नॉइस फिगर है rn नॉर्मलाइज्ड नॉइस रजिस्टेंस है अधिकांश समय यह नॉर्मलाइज्ड नॉइस रजिस्टेंस Z0 द्वारा विभाजित नॉइस रजिस्टेंस के बराबर होता है और Z0 अधिकांश समय 50Ω के बराबर होता है Γ0 Γs का ऑप्टिमम मान है न्यूउत्तम नॉइस फिगर के लिए अब पिछले व्याख्यान में हमने देखा था कि हम वास्तव में गेन का अनुकूलन करने के लिए इनपुट साइड और आउटपुट साइड पर कांस्टेंट गेन सर्कल का चित्र बनाते हैं इसलिए हम केवल एक गेन के बारे में चिंतित थे लेकिन अब हम नॉइस फिगर NOISE FIGURE के बारे में भी चिंतित हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह अभिव्यक्ति NFmin तक सीमित हो जाएगी यदि ΓS को इस तरह से चुना जाता है कि यह Γ0 के बराबर हो तो यह टर्म 0 हो जाएगा तो हम इस एम्पलीफायर के समग्र नॉइस फिगर NOISE FIGURE को NF min के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हालाँकि यदिΓS Γ0 के बराबर नहीं है तो NFi का बड़ा मान होगा अब यह वह है जहां किसी को डिजाइन पहलू को करना है इसलिए यदि आपको गेन को ऑप्टिमाइज़ करना है तो ΓS का अलग अलग मान चुनना होगा आपको लेकिन अगर आपको लो नॉइस फिगर के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है तो आपको ΓS का अलग अलग मान चुनना होगा हम बाद में देखेंगे आज कि ΓS का उचित मूल्य कैसे चुनना है या तो गेन का अनुकूलन करने के लिए या नॉइस फिगर का अनुकूलन करने के लिए पिछले व्याख्यान में हमने वास्तव में 2 में करंट के कारण नॉइस पावर और रजिस्टर के कारण नॉइस पावर देखी थी तो इस अभिव्यक्ति के बारे में क्या है अब बस मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि एक ट्रांजिस्टर में सिर्फ दो pn जंक्शन हो सकते हैं लेकिन एक एम्पलीफायर में कई ट्रांजिस्टर हो सकते हैं इसलिए यदि आप उन सभी चीजों को हल करने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा तो जीवन को सरल बनाने के लिए निर्माता आम तौर पर NFmin rn और Γ0 के मूल्यों को एक निश्चित आवृत्ति पर देते हैं तो फिर आप इन मापदंडों का उपयोग करके एम्पलीफायर को डिजाइन कर सकते हैं या तो सर्वोत्तम संभव नॉइस फिगर या सर्वोत्तम संभव गेन या शायद हम दोनों के बीच समझौता कर सकते हैं तो अब हमें कांस्टेंट नॉइस फिगर सर्कल का पता लगाना होगा अब अब तक हम स्टेबिलिटी सर्कल के बारे में बात करते थे फिर हमने गेन सर्कल के बारे में बात की अब हम नॉइस फिगर सर्कल के बारे में बात करने जा रहे हैं इसलिए मुझे आशा है कि इन सभी सर्कल्स को देखकर आपके दिमाग को कहीं चक्कर ना आ जाए अब मैं आप लोगों के लिए यथासंभव सरल बनाने की कोशिश करता हूं इसलिए हमें अब इस नॉइस फिगर सर्कल का पता लगाना होगा और उसके लिए हम थोड़ा सरल बनाते हैं हम क्या करते हैं हम इस विशेष अभिव्यक्ति को ΓSके लिए हल करते हैं तो आप इन टर्म को यहाँ देख सकते हैं 2 यहाँ है 1 2 यहाँ पर है तो यह इस भाग के लिए यहाँ टर्म है अब इसे यहाँ इस रूप में दर्शाया जाता है तो NFmin उस तरफ जाएगा तो NFi minus NFmin अब 4 rn यहां डिनॉमिनेटर में आएगा तो यह यहाँ आता है और फिर यह 1 Γ02 इस तरफ जाता है तो यह वही है जो यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं कि तो अब किसी दिए गए डिवाइस के लिए NFmin rn Γ0 हमें पता है और फिर हम वांछित NFiके लिए डिजाइन करना है अब आप यह कह सकते हैं कि हमें हमेशा पसंद है की NFi को NFmin के बराबर हो लेकिन जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है यदि आप चुनते हैं ΓS को Γ0 के बराबर तो ही केवल हमें यह पूरी चीज़ यहाँ पर 0 के बराबर मिलेगी लेकिन हो सकता है लो गेन इससे उत्पन्न हो तो आइए हम देखें कि हम नॉइस फिगर सर्कल को कैसे तैयार कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ΓS का ऑप्टिमाइज मूल्य कैसे चुना जाए तो अब हम यहाँ इस विशेष समीकरण को हल करने के लिए Ni हमें पता होगा तो दिए गए NFmin rn Γ0 के मान और वांछित NFi तो यह ज्ञात होगा इसका मतलब है Ni ज्ञात है तो हम इस समीकरण को ΓSके लिए हल करते हैं तोनॉइस फिगर सर्कल समीकरण बन जाता है ΓS माइनस यह टर्र्म जो यहाँ इस के बराबर है तो यह टर्र्म यहाँ क्या है यह कुछ भी नहीं बल्कि नॉइस फिगर सर्कल का केंद्र है तो वह द्वारा दिया गया है और यह यहाँ क्या है यह नॉइस फिगर सर्कल की त्रिज्या से मेल खाती है तो हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा क्योंकि यह बराबर है rFi स्क्वेयर के तो rFi द्वारा दिया गया है अब हम केवल उस विशेष मामले को लेते हैं जब NFi NFmin के बराबर होता है तो अगर NFi NFmin के बराबर है तो Ni 0 के बराबर हो जाएगा जैसा कि पिछली स्लाइड में दिखाया गया है तो यदि आप अब Ni के मूल्य के स्थानापन्न यहाँ पर 0 के बराबर करते हैं तो यह टरम क्या होगा rF iक्या होगा आप कह सकते हैं कि Ni 0 के बराबर है यह 0 है यह भी 0 है यह 1 प्लस 0 होगा इसलिए कुल मिलाकर यह 0 हो जाएगा जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि पूर्ण न्यूनतम नॉइस फिगर के लिए जब NFi NFminके बराबर होता है तो हमें चुनना होगा ΓS को Γ0 के बराबर OK तो यह अकेले पॉइंट से मेल खाती है हालाँकि जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि यह ऑप्टिमम गेन को पैदा नहीं कर सकता है तो आइए अब देखते हैं कि हम इस विशेष जानकारी और उस जानकारी का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो हमने पिछले व्याख्यान में कांस्टेंट गेन सर्कल्स के बारे में अध्ययन किया था आइए हम इन दोनों को मिलाएं और फिर लो नॉइस एम्पलीफायर को डिज़ाइन करें लेकिन इससे पहले आइए हम एक नॉइस फिगर सर्कल का उदाहरण लेते हैं तो यहां NFmin 2 db के बराबर है rn 4Ω Γ0 0485 ∟155º है ये निर्दिष्ट हैं इसलिए हम NF नॉइस फिगर सर्कल को प्लॉट करना चाहते हैं NFi 3 db Z0 50 Ω के लिए तो इस विशेष अभिव्यक्ति का उपयोग करके हम Ni का मान पा सकते हैं इसलिए विभिन्न मूल्यों को प्रतिस्थापित करें कृपया याद रखें कि मानों को सीधे dB के संदर्भ में मत डालें अन्यथा यह 3 2 हो जाएगा कृपया ऐसा न करें कि आपको इन dB मानों को संबंधित संख्यात्मक मानों में बदलना होगा तो 3 डीबी के लिए सांख्यिक मान 1995 है 2 DB के संख्यात्मक मान 15854 rn द्वारा दिया जाता है rn 50 द्वारा विभाजित कैपिटल Rnके बराबर है फिर यह टर्म 1 प्लस Γ0 इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दिया जाता है और हमें इसका मेग्नीट्यूड लेना होगा तो Ni वास्तविक संख्या के रूप में सामने आती है यह एक जटिल संख्या नहीं है क्योंकि यहां हम इस विशेष शब्द का मेग्नीट्यूड ले रहे हैं तो अब यहाँ से हम cFi के मूल्य की गणना कर सकते हैं cFi कुछ नहीं है लेकिन Ni प्लस 1 द्वारा विभाजित Γ0 के बराबर है तो cFi यह आता है यहां पर अब आप यहाँ ध्यान दें कि cFi में समान कोण है Γ0 के बराबर ओके और rFiका मूल्य क्या है हम N iके मान को प्रतिस्थापित करते हैं rFi 0512 आता है अब हम स्मिथ चार्ट पर नॉइस फिगर सर्कल को प्लॉट करते हैं तो पहली बात यह है कि आपको स्मिथ चार्ट पर Γ0 का पता लगाना चाहिए तोΓ0 0485 ∟ 155º है तो आप एक रेखा खींचते हैं जो 155° के कोण पर होती है फिर Γ0 का पता लगाएं जो कि 0485 है तो आप जानते हैं कि अब यह 1 के बराबर नॉर्मलाइज्ड है तो इस नॉर्मलाइज्ड मान का 0485 यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए है फिर CFI का पता लगाएं CFI 0333 है उसे स्मिथ चार्ट पर खोजें और फिर यहां पर सर्कल बनाएं आप कोई भी मान चुन सकते हैं ΓS का इस विशेष नॉइज़ फिगर सर्कल पर और यह कांस्टेंट नॉइज़ फिगर देगा इसीलिए इसे कांस्टेंट नॉइस फिगर सर्किल कहा जाता है मैं सिर्फ यह उल्लेख करना चाहता हूं कि NFi के विभिन्न मूल्यों के लिए अन्य नॉइस फिगर सर्कल्स का स्थान कहां होगा तो बस इस बिंदु को यहां याद करें जो NFmin से मेल खाती है जो 2 dB के बराबर है मान लीजिए कि हम NFi में रुचि रखते हैं जो 25 dB के बराबर है तो 25 dB नॉइज़ फिगर सर्कल यहां कहीं पर होगा यह 3 dB नॉइज़ फिगर सर्कल है 4 dB नॉइज़ फिगर सर्कल यहाँ पर इस तरह बहुत बड़ा होगा तो इस विशेष जानकारी के साथ अब हम देखते हैं कि हम लो नॉइस एम्पलीफायर कैसे डिजाइन कर सकते हैं तो ये लो नॉइस एम्पलीफायर को डिजाइन करने के लिए डिज़ाइन चरण हैं इसलिए एक ट्रांजिस्टर के एस पैरामीटर्स और नॉइस पैरामीटर आम तौर पर दी गई बायसिंग कंडीशन और आवृत्ति के लिए दिए जाएंगे तो हम कहते हैं कि अब हमें आवश्यक नॉइस फिगर और गेन के लिए डिजाइन करना होगा हम पहले ही देख चुके हैं कि नॉइस फिगर सर्कल्स को कैसे बनाया जाए अब हम देखते हैं कि हम नॉइस फिगर सर्कल पर गेन के सर्कल कैसे डालें इसलिए फिर से एक एम्पलीफायर डिजाइन करने के लिए आपको उन चरणों का पालन करना चाहिए जिनकी हमने चर्चा की थी जब हम माइक्रोवेव एम्पलीफायर डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे इसलिए पहले आप जांच लें कि एम्पलीफायर स्थिर है या नहीं तो इसके लिए आप Δ के मान की गणना करते हैं K के मान की गणना करते हैं यदि Δ 1 से कम है और k 1 से अधिक है तो यह अनकंडीशनली स्टेबल है तो आपको स्टेबिलिटी सर्कल्स को खींचने की आवश्यकता नहीं है यदि वह स्थिति संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब है एम्पलीफायर सशर्त रूप से स्थिर है आपको इनपुट और आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल खींचना है और फिर ΓS और ΓLका मान चुनें जो उन स्टेबिलिटी सर्कल से बहुत दूर है इसके बाद अगला भाग आता है जो Gtu है अब इससे पहले कि आप Gtu को देखते हैं कि आप क्या करते हैं पहले आप Gtu max की गणना करते हैं ताकि वांछित गेन को Gtu max से कम होना चाहिए फिर आपको M का मान भी पता लगाना है चेक करें कि M 005 से कम हो ताकि आप जान सके कि गेन एरर्स अपेक्षाकृत छोटी है फिर गेन के वांछित मान के लिए अब अगला भाग आता है क्या करना चाहिए 2 ज्ञात है इसलिए हमें अब gs और gl का मान चुनना होगा जैसा हमने पहले किया था लेकिन अब यहां पर मामूली बदलाव हैअब हम अब gl पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं अब हम gs के मान पर ज्यादा ध्यान देते है हम gs के मान के बारे में अधिक क्यों ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकिgs इनपुट साइड के कांस्टेंट गेन सर्कल से मेल खाता है जो कि हमें ΓS और नॉइस फिगर सर्कल और ΓS का मान फैसला करेगा इसलिए पहले हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे की ΓS का मान कैसे पाया जाए या आप gs का मान कह सकते हैं और फिर हम हम gl के मान को देखते हैं तो पहला चरण gs का मूल्य चुने जो कि gs maxसे कम है फिर प्लॉट करें कांस्टेंट gs सर्कल और यह भी NF सर्कल ΓS का मान चुनें और इसलिए आप या तो सबसे लो नॉइस फिगर के लिए या दिए गए नॉइस फिगर के लिए gsकह सकते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि gs का मूल्य क्या है एक बार जब आप gs को जान लेते हैं तो आप gl के मूल्य की गणना करें गेन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके बाद केवल आप लोड गेन सर्कल बनाएं और फिर ΓL का मान चुनें तो अब हम दो अलग अलग उदाहरण लेंगे तो यहाँ डिज़ाइन उदाहरण 1 है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह वैसा ही है जैसा मैंने नॉइस फिगर उदाहरण के लिए दिखाया था तो यह Γ0 है और यह 3 dB के लिए नॉइस फिगर सर्कल है यह 25 db के लिए नॉइस फिगर सर्कल है मैं सिर्फ इस 25 db नॉइस फिगर सर्कल का उल्लेख करना चाहता हूं केवल एक प्रतिनिधित्व है मैं नहीं बता रहा हूं कि यह सटीक 25 db नॉइस फिगर सर्कल है अब हम अलग अलग स्रोत गेन सर्कल्स देखते हैं इसलिए यदि आप इस विशेष पॉइंट को चुनते हैं जो S11 है तो हमें अधिकतम गेन प्राप्त होगा लेकिन ये gns के विभिन्न मूल्य के लिए यह अन्य कांस्टेंट गेन सर्कल्स हैं मैं वास्तव में gns के नॉर्मलाइज्ड मूल्य को दिखा रहा हूं जो हो सकते हैं हम कह सकते हैं 085 09 095 यहां जरूर यह एक के बराबर होंगे इन gns को दिखाने का कारण है क्योंकि gs की अलग अलग एंपलीफायर और ट्रांसिस्टर के लिए अलग मान होंगे यदि कोई अब इस विशेष एम्पलीफायर को अधिकतम गेन के लिए डिजाइन करने की कोशिश करता है जो इस विशेष पॉइंट के अनुरूप होगा तो आप देख सकते हैं कि नॉइस फिगर यहां पर बहुत खराब होगा क्योंकि यह स्वयं 3 है db यदि हम एक और सर्कल को देखते हैं जो 4 db हो सकता है यहाँ नॉइस फिगर शायद 4 डीबी या 5 डीबी भी हो सकता है इसलिए अधिकतम गेन के लिए इस विशेष पॉइंट को चुनना एक अच्छा विचार नहीं है इसलिए हमें अब गेन को त्यागना होगा तो आइए देखें कि क्या हम इस विशेष सर्कल को देखते हैं आप देख सकते हैं कि गेन थोड़ा कम हो गया है लेकिन यह नॉइस फिगर सर्कल के करीब होता जा रहा है तो हम इस विशेष सर्कल को देखते हैं जो कि 09 का सामान्य मूल्य है आप देख सकते हैं कि यह इस पॉइंट पर इंटरसेप्टिंग नॉइस फिगर 3 db सर्कल है और यह विशेष पॉइंट ठीक है लेकिन यह इस विशेष पर 25 db को पार कर रहा है और फिर एक और है तो आप देख सकते हैं कि गेन कम हो रहा है लेकिन फिर हम सबसे लो नॉइस फिगर के करीब पहुंच रहे हैं तो मुझे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछना चाहिए जो ए बी सी और डी के बीच मैं कौन सा पॉइंट चुना जाना चाहिए ΓS के लिए तो हम कहते हैं कि हमारे पास पॉइंट A B C D है पहले अंक ABC पर नजर डालते हैं आप देख सकते हैं कि सभी 3 पॉइंट ABC कांस्टेंट गेन सर्कल पर हैं जो संगति है gns के नॉर्मलाइज्ड मान जो 085 है अब यदि हम पॉइंट A और C चुनते हैं तो आप देख सकते हैं कि नॉइस फिगर लगभग 25 dB होगी लेकिन यदि हम पॉइंट B चुनते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह पॉइंट B Γ0पॉइंट के करीब है इसलिए इसका मतलब है यहाँ नॉइस फिगर कम होगा पॉइंट सी और पॉइंट ए के अनुरूप नॉइज़ फिगर की तुलना में कृपया पॉइंट ए और सी को न चुनें आप पॉइंट बी चुन सकते हैं इसलिए पॉइंट बी को लोअर नॉइज़ फ़िगर के लिए चुना जाना चाहिए लेकिन इससे कम गेन भी होगा अब यदि हम पॉइंट D चुनते हैं तो आप देख सकते हैं कि पॉइंटD नॉइज़ फ़िगर 25 dB के क्रम की है और गेन09 के अनुरूप है तो आप उच्च गेन के लिए डी चुन सकते हैं लेकिन उच्च नॉइज़ फ़िगर भी आप यहां पर एक और पॉइंट भी चुन सकते हैं लेकिन तब इसका मतलब होगा कि नॉइज़ फ़िगर और बिगड़ रहा है लेकिन गेन बढ़ेगा ठीक है तो किसी को वास्तव में यह तय करना होगा कि नॉइज़ फ़िगर अधिक महत्वपूर्ण है या नहीं और गेन अधिक महत्वपूर्ण है या नहीं यदि गेनअधिक महत्वपूर्ण है तो एक पॉइंट चुनें जो इस के करीब है और यदि नॉइज़ फ़िगर अधिक महत्वपूर्ण है तो इस विशेष Γ0 के करीब एक पॉइंट चुनें आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं इसलिए इस उदाहरण में हमने नॉइस फिगर को पहले की तरह रखा है लेकिन अब S11 अलग है तो यहाँ S11 इस विशेष पॉइंट पर स्थित है और ये कांस्टेंट गेन सर्कल हैं ठीक है तो फिर से मैंने सिर्फ दो अंक A और B दिखाए हैं यदि आप पॉइंट A को देखते हैं तो यह पॉइंट A Γ0 के बहुत ही करीब है तो इसका मतलब है कि यह हमें बहुत कम नॉइस फिगर देगा लेकिन फिर आप इसे देख सकते हैं यह अपेक्षाकृत कम गेन देगा यदि हम एक पॉइंट B चुनते हैं तो आप देख सकते हैं कि गेन जो अधिक होगा लेकिन इस विशेष पॉइंट पर नॉइस फिगर खराब होगा तो आप लो नॉइस फिगर के लिए A का चयन कर सकते हैं लेकिन कम गेन उच्च गेन के लिए बी का चयन करते हैं लेकिन उच्च नॉइस फिगर लेकिन मैं यहां केवल एक उचित विकल्प बनाने का उल्लेख करना चाहता हूं तो Γ0 और S11के बीच एक रेखा ठीक है तो वह रेखा मूल रूप से उन दो वृत्तों के अनुरूप होगी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसलिए यह बेहतर है कि इस विशेष रेखा के साथ किसी भी पॉइंट को चुनें और आप तब यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या आप इस पॉइंट को चुनते हैं जो सबसे कम नॉइस फिगर होगा लेकिन कम गेन भी होगा और यदि आप इस विशेष पॉइंट को चुनते हैं तो यह अधिकतम गेन होगा और खराब नॉइस फिगर इसलिए यहां किसी भी पॉइंट को वांछित गेन मूल्य या वांछित नॉइस फिगर के आधार पर चुना जा सकता है तो हम कहते हैं कि जब से हम एक कम नॉइस एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं हम पॉइंट ए चुनते हैं जो बहुत करीब है Γ0 के तोA के इस मान के अनुकूलित हम जानते हैं कि अब क्या gns का मूल्य है या आप कह सकते हैं gsतो आप यह पता लगान क्या अनुकूलित gl का मूल्य है कि gl जांच ले की gl max कम हो गया है तो आप आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल बनाते हैं फिर ΓL का मान चुनें आखिरी चरण तो यह है कि आपको इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क डिजाइन करना है क्योंकि मैंने पहले से ही इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क पर विस्तार से चर्चा की है जब हमने एम्पलीफायर डिजाइन के बारे में बात की थी और जब हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात की थी तो इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की बहुत अधिक विस्तार से चर्चा की थी इसलिए मैं अब उस पर फिर से चर्चा नहीं करने जा रहा हूं तो कृपया उन पहले की स्लाइड्स को देखें ठीक है अब हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लेंगे तो यहाँ एक LNA है जिसे हमने इस विशेष IC का उपयोग करके बनाया है तो इस विशेष IC में नॉइस फिगर का विनिर्देश 15 dB के बराबर है और यह आंतरिक रूप से 5 से 4000 MHz तक मेल खाता है और यह निर्माता द्वारा दिए गए विशिष्ट सर्किटों में से एक है लेकिन मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि कृपया इस विशेष सर्किट का उपयोग सावधानी से करें क्योंकि यदि आप 5 मेगाहर्ट्ज पर डिजाइन करना चाहते हैं तो यह विशेष सर्किट बहुत अच्छा नहीं है तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो इस विशेष सर्किट में आप देख सकते हैं कि कपलिंग कैपेसिटर 100 pF और 100 pF के रूप में दिए गए हैं अब इन कैपेसिटर को इच्छा आवृत्ति पर शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करना चाहिए लेकिन 5 मेगाहर्ट्ज पर ये कैपेसिटर बहुत उच्च इंपेडेंस प्रदान करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटर का इंपेडेंस Z 1 j ω C द्वारा दिया गया है यदि ओमेगा छोटा है समग्र इंपेडेंस बड़ी होगी तो इस कैपेसिटर के कारण बहुत सारे अटेनूएशन होंगे इसलिए यदि आप कम आवृत्तियों पर एक एम्पलीफायर चाहते हैं तो आपको कैपेसिटेंस के उच्च मूल्य का उपयोग करना चाहिए यहां हमने इन मूल्यों को रखा है क्योंकि हम GSM बैंड में इस विशेष एम्पलीफायर को डिजाइन करना चाहते थे जिसे आप यहां देख सकते हैं कि हमने 920 मेगाहर्ट्ज पर परीक्षण किया है तो अब हम देखते हैं कि यहाँ एक इनपुट है जो कपलिंग कैपेसिटर है और आउटपुट एक कपलिंग कैपेसिटर है आप देख सकते हैं कि एक इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है इसका कारण यह है कि यह विशेष एम्पलीफायर आंतरिक रूप से मैचड है तो इस विशेष एम्पलीफायर के लिए आपको नॉइस फिगर सर्कल खींचने की ज़रूरत नहीं है आपको कांस्टेंट गेन सर्कल और अन्य चीज़ों को बनाने की ज़रूरत नहीं है उन सभी चीजों को निर्माता द्वारा किया गया है तो यह एक बहुत ही सरल विन्यास है हालांकि मैं केवल उल्लेख करना चाहता हूं की नॉइस फिगर 15 dB के बराबर है क्योंकि जब वे इस ब्रॉडबैंड क्षेत्र के लिए आंतरिक रूप से इंपेडेंस मैचिंग करने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं लौसी नेटवर्क तस्वीर में आ जाता है इसलिए नॉइस फिगर खराब होता है मैं सिर्फ यह उल्लेख करना चाहता हूं कि कई ट्रांजिस्टर ऐसे हैं जिनका नॉइस फिगर 02 या 03 dB के बराबर है और यदि आप उन ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि लो नॉइस एम्पलीफायर नॉइस फिगर 05 dB से 1 dB तक के साथ भी ठीक है तो यहाँ चीजें सरल हैं लेकिन हम 15 डीबी के नॉइस फिगर का जुर्माना दे रहे हैं हालाँकि हमने इसे बनाया क्योंकि एक एप्लिकेशन के लिए वांछित नॉइस फिगर 2 dB था और यह 2 dB से कम होता है और यदि आप लो नॉइस फिगर देते हैं तो कोई भी निश्चित रूप से कोई भी आपत्ती नहीं करेगा आइए अब दूसरी बात देखें कि बायसिंग कंडीशन क्या है आप देख सकते हैं कि इस आउटपुट को इस इंडक्टर के माध्यम से जोड़ा गया है आप देख सकते हैं कि यह मान 68 nH है जो वांछित आवृत्ति पर एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करेगा हालांकि फिर से यदि आप 5 मेगाहर्ट्ज पर उपयोग करना चाहते हैं तो यहइंडक्टर छोटा है आपको इंडक्टर का बड़ा मूल्य चुनना होगा फिर यह अब सप्लाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं कि ग्राउंड से जुड़े 3 समानांतर कैपेसिटर हैं ये मूल्य क्या हैं इसलिए 1 uF मूल रूप से इस विशेष पावर सप्लाई में रिप्पल को कम करने के लिए है ये दो कैपेसिटर मुख्य रूप से उस ट्रांजियंट को कम करने के लिए उच्च आवृत्ति पर हैं और यह मध्य आवृत्ति रेंज के लिए है तो यह इस विशेष डिज़ाइन के आधार पर निर्मितPCB है आप इन दोनों कनेक्टरों को देखकर ही इस विशेष एम्पलीफायर के आकार का विचार प्राप्त कर सकते हैं तो विशिष्ट यह आयाम 1 cm के क्रम का है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एम्पलीफायर का आकार 1 इंच 1 इंच के क्रम का है जो 25 mm 25 mm के बारे में है तो आइए देखें कि हमें कौन से परीक्षा परिणाम मिले हैं तो माइक्रोवेव जनरेटर के माध्यम से 920 मेगाहर्ट्ज पर इनपुट 17 dBm के रूप में दिया गया था और इस विशेष एम्पलीफायर का आउटपुट स्पेक्ट्रम एनालाइजर से जुड़ा था स्पेक्ट्रम एनालाइजर की प्रतिक्रिया यहां पर दिखाई गई है आउटपुट 82 dBm के रूप में मापा गया था इसलिए यदि आप dB के संदर्भ में आउटपुट माइनस इनपुट को देखते हैं तो यह 252 dB हो जाता है हालाँकि हमने कोएक्सियल केबल को कनेक्ट किया था और यदि आप याद करते हैं कि जब हमने कोएक्सियल केबलों के बारे में चर्चा की थी तो सभी कोएक्सियल केबलों में दी गई आवृत्ति पर कुछ लॉसेस होते हैं इसलिए हमने वास्तव में इस विशेष आवृत्ति पर केबल के लॉसेस LOSSES का परीक्षण किया था जो हमने शायद ही कभी थोड़ी लंबी केबल का उपयोग किया था तो केबल का लॉसेस LOSSES 3 डीबी निकले तो आपको इन सभी नंबरों को एक साथ जोड़ना होगा ताकि इस LNA का गेन 28 dB हो जाए तो आप देख सकते हैं कि गेन काफी अच्छा है यदि आप पिछले उदाहरणों को याद करते हैं तो मैं 10 dB या 14 dB या 18 dB के गेन के बारे में बात कर रहा था लेकिन यह विशेष एम्पलीफायर 28 dBका गेन देता है नॉइस फिगर यह आंकड़ा भी अपेक्षाकृत कम है जो 15 dB के क्रम का है तो यह विशेष रूप से लो नॉइस एम्पलीफायर रिसीवर चेन में पहले एम्पलीफायर ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है मैं केवल यह उल्लेख करना चाहता हूं कि एक रिसीवर श्रृंखला में एम्पलीफायर के कई कैस्केड चरण हैं इसका कारण वह सिग्नल है जो एंटीना द्वारा प्राप्त होता है शायद बहुत कमजोर तो आम तौर पर एम्पलीफायर श्रृंखला में 60 dB के क्रम का गेन हो सकता है तो इन लो नॉइस एम्पलीफायर के कैस्केड चरणों का उपयोग करना पड़ सकता है बेशक अगला चरण अधिकतम गेन के लिए ऑप्टिमाइज कर सकता है क्योंकि उस चरण को इस बहुत अधिक गेन से विभाजित किया जाएगा तो दूसरे चरण के खराब नॉइस फिगर समग्र नॉइस फिगर में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि इस विशेष चरण का गेन बहुत अधिक है तो बस संक्षेप में आज हमने लो नॉइस एम्पलीफायर के डिजाइन के बारे में बात की इसलिए हमने पहले एक दिए गए एम्पलीफायर के लिए नॉइस फिगर के लिए एक बहुत ही सरल अभिव्यक्ति के साथ शुरुआत की और उस अभिव्यक्ति को मूल रूप से 3 महत्वपूर्ण टरम्स NFmin rn और r0 का उपयोग किया इसलिए उन टरम्स का उपयोग करके हम पहले यह पता लगाते हैं कि N i क्या है और फिर हम नॉइस फिगर सर्कल्स को प्लॉट करते हैं फिर इसके साथ ही हम स्रोत साइड के लिए कांस्टेंट गेन सर्कल को प्लॉट करते हैं तब हम ΓS का उचित मूल्य चुनते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि अधिक महत्वपूर्ण क्या है गेन अधिक महत्वपूर्ण है या नॉइस फिगर अधिक महत्वपूर्ण है और फिर हमने इस वास्तविक उदाहरण को लिया और आप देख सकते हैं कि इस विशेष उदाहरण में हमें कई ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है जिनकी मैंने आज पहले चर्चा की थी लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि अगर आपको बहुत लो नॉइस एम्पलीफायर को डिजाइन करना है तो आपको एक इष्टतम एम्पलीफायर डिजाइन करने के लिए उन सभी कांस्टेंट नॉइस फिगर सर्कल और कांस्टेंट गेन सर्कल को बनाना पड़ेगा अगले व्याख्यान में मैं पावर एम्पलीफायरों के बारे में बात करूंगा अत अलविदा फिर मिलते हैं